मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है इसलिए हम वर्तमान में इक्वलाइजेशन देख रहे हैं और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि वायरलेस चैनल में ISI या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाने के लिए इक्वलाइजेशन किया जाता है जहां पिछले सिंबल्स वर्तमान सिंबल्स के साथ इंटरफेयर करते हैं ठीक है इसलिए हमने इक्वलाइजेशन के लिए सिस्टम मॉडल तैयार किया है और हमने लीस्ट स्क्वेयर्स प्रिंसिपल के आधार पर इक्वलाई ज़ीरो फोर्सिंग इक्वलाइज़र भी निकाला है आइए आज इस मॉड्यूल में एक अन्य पहलू को देखें जो कि इस इक्वलाइज़र की 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' है तो आज जो हम देखने जा रहे हैं हम निकालना चाह रहे हैं कि त्रुटि क्या है या इसे इक्वलाइजेशन के लिए अप्रोक्सिमेशन 'approximation' 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' कहें और जैसा कि हमने पहले ही देखा है आइए हम ISI चैनल मॉडल से शुरुआत करें अपने ISI या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल पर विचार करें जहां प्राप्त सिंबल y मूल रूप से h गुना x h गुना x v के रूप में दिया गया है यह चैनल के लिए मॉडल है हमने यह भी कहा कि यह वह मॉडल है जो इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को कैप्चर करता है y प्राप्त सिंबल है x मौजूदा तत्काल समय k पर संचारित सिंबल है x पिछले तत्काल समय k 1 से संबंधित सिंबल है जो कि सिंबल x के साथ इंटरफेयर कर रहा है जो कि वर्तमान सिंबल है ठीक है और वह मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है ठीक है और v निश्चित रूप से नॉयस सैंपल है और ये दो कॉफिशिएंट्स h और h हैं इन्हें चैनल के टैप्स के रूप में जाना जाता है ठीक है तो हमारे पास h h है जो मूल रूप से आपके चैनल टैप्स हैं ये चैनल के टैप्स हैं और हमारे पास L दो चैनल टैप्स के बराबर है हम L बराबर दो चैनल टैप्स जैसे h h के साथ एक इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस परिदृश्य पर विचार कर रहे हैं तो अब एक r टैप पर विचार कर रहे हैं जहाँ r 3 के बराबर है r बराबर 3 टैप इक्वलाइज़र पर विचार करते हुए हम इस मॉडल को सिस्टम मॉडल के रूप में तैयार कर सकते हैं इसी सिस्टम मॉडल को y k 2 के रूप में तैयार किया जा सकता है अर्थात हम सिंबल्स के आधार पर r को 3 टैप इक्वलाइज़र के बराबर मान रहे हैं यह 3 टैप इक्वलाइज़र है इसलिए मुझे यह लिखने दें कि मूल रूप से यह 3 टैप्स पर आधारित है सिंबल्स y k 2 y k 1 और y पर कार्य कर रहा है ठीक है और इसलिए मॉडल रिसीवर में सिस्टम मॉडल को आपके वेक्टर y k 2 y k 1 y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो कॉफिशिएंट्स h h 0 0 0 h h 0 0 0 h h गुना सिंबल वेक्टर x bar k जो कि xk 2 x k 1 x x नॉयस वेक्टर है और निसंदेह नॉयस वेक्टर v k 2 v k 1 और v k के बराबर है तो यह मेरा प्राप्त वेक्टर y bar k है यह मेरा मैट्रिक्स h है यह मेरा सिंबल वेक्टर x bar k है और यह v bar k मेरा नॉयस वेक्टर है यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले ही देख लिया है हम सिंबल्स को स्टैक कर सकते हैं तीन सिंबल्स y k 2 y k 1 y और इसे y bar k के रूप में लिखते हैं जो मैट्रिक्स H गुना x bar k v bar k के बराबर है जहाँ x bar k संचारित सिंबल्स xk 2 x k 1 x x का वेक्टर है और v bar k नॉयस वेक्टर है ठीक है तो मैं इस मॉडल को संक्षेप में बता सकती हूं इस मॉडल को संक्षेप में y bar k जो H x bar k v bar k के बराबर माना जा सकता है और हम पहले ही देख चुके हैं कि यह एक r क्रॉस 1 वेक्टर है यह r क्रॉस r L 1 वेक्टर है यह है एक r L 1 क्रॉस 1 वेक्टर और यह एक r क्रॉस 1 वेक्टर है और अब हमारे पास 3 टैप इक्वलाइज़र वेक्टर है जो कि c bar है I c bar जो c c c के बराबर है वह कॉलम वेक्टर c c c इक्वलाइज़र्स के टैप्स हैं या इक्वलाइज़र वेक्टर है तो हमारा इक्वलाइज़र वेक्टर c bar बराबर c c c और हमने कहा ये मात्राएं c c c ये इक्वलाइज़र के टैप्स हैं और हमारी इक्वलाइजेशन की प्रक्रिया मूल रूप से c bar ट्रांसपोज़ y bar k है y bar k के लिए प्रतिस्थापित करते हुए मेरे पास y bar k बराबर है H x bar k v bar k के जो कि c bar ट्रांसपोज़ H x bar k c bar ट्रांसपोज़ v bar k के बराबर है और हमने कहा कि हम चाहते हैं आदर्श रूप से हम चाहते हैं वेक्टर c bar ट्रांसपोज़ H जितना संभव हो उतना इस वेक्टर 0 0 1 0 के बराबर होना चाहिए इसलिए हमारा इक्वलाइज़र डिजाइन मानदंड मूल रूप से x पर x k 2 x k 1 और x की इंटरफेयरेंस को शून्य कर रहा था तो इसलिए यह वेक्टर c bar ट्रांसपोज़ H रो वेक्टर 0 0 1 0 के जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए या इसका ट्रांसपोज़ लेते हुए अब हम ट्रांसपोज़ ले रहे हैं हमारे पास मूल रूप से यह वेक्टर 0 0 1 0 इस वेक्टर H ट्रांसपोज़ c bar के जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए और इस वेक्टर को वेक्टर 1 bar 2 के द्वारा निरूपित किया है जिसमें जीरो स्थान पर एक है या दूसरे शब्दों में हम त्रुटि को कम करना चाहते हैं जहां त्रुटि मूल रूप से इस वेक्टर 1 bar 2 और H ट्रांसपोज़ c bar के बीच का अंतर है हम त्रुटि को कम करना चाहते हैं या मूल रूप से त्रुटि का मानदंड त्रुटि का मानक वर्ग इसलिए मूल रूप से हमने जो किया है हम सिस्टम मॉडल तैयार कर रहे हैं और हमने इस इक्वलाइज़र डिजाइन समस्या को लीस्ट स्क्वेयर्स समस्या में बदल दिया है मूल रूप से यह कहते हुए कि यह वेक्टर H ट्रांसपोज़ c bar इस वेक्टर 1 bar 2 के अनुमानित या जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए जिसका अर्थ है कि त्रुटि के मानक का वर्ग कम से कम होना चाहिए इसलिए हमने इसे लीस्ट स्क्वेयर्स समस्या से कम कर दिया है अब एक बार जब हमने इसे लीस्ट स्क्वेयर्स समस्या से कम कर दिया है तो इक्विलाइज़र डिज़ाइन स्वयं लीस्ट स्क्वेयर्स समाधान द्वारा दिया गया है यह कुछ ऐसा है जिससे हम पहले से परिचित हैं और इसलिए इक्वलाइज़र डिजाइन इक्वलाइज़र मूल रूप से आपका H ट्रांसपोज़ का सूडो इन्वर्स है H ट्रांसपोज़ का सूडो इन्वर्स याद रखें जो कि H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H गुना वेक्टर 1 bar 2 है और यह इक्वलाइज़र है यह इक्वलाइज़र है जिसे हमने पहले ही डिज़ाइन किया है और हमने इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी देखा है यह वह इक्वलाइज़र है जिसे हमने पहले ही उदाहरण के माध्यम से देखा है अब हम क्या पता लगाना चाहते हैं हम यह पता लगाना चाहते हैं कि त्रुटि क्या है कि यह इक्वलाइज़र कितना अच्छा है अर्थात यह वेक्टर 1 bar 2 के लिए एक अनुमान के अनुसार कितना अच्छा है ठीक है इसलिए हम अब त्रुटि का पता लगाना चाहते हैं यही त्रुटि है जो मूल रूप से हमने कहा है यह हमारी अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' है तो अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' क्या है तो हमने कहा कि यह त्रुटि है इसलिए हम यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यह 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' क्या है दूसरे शब्दों में यदि हम c bar को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह हमारा लीस्ट स्क्वेयर्स इक्वलाइज़र है c bar का प्रतिस्थापन करते हैं हमें क्या मिलता है तो हम मानक H ट्रांसपोज़ c bar प्राप्त करते हैं लेकिन c bar मूल रूप से जैसा कि हम ऊपर प्राप्त कर चुके हैं कि H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H गुना वेक्टर 1 bar 2 है I लीस्ट स्क्वेयर्स इक्वलाइज़र H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H गुना वेक्टर 1 bar 2 इस वेक्टर 1 bar 2 का पूरा वर्ग है और यह मूल रूप से c bar के लिए अभिव्यक्ति है जिसे हमने ऊपर से प्रतिस्थापित किया है और अब मैं इसे इस प्रकार लिख सकती हूं अब मैं इसे मानदंड के रूप में लिख सकती हूं अब हम इस पूरे मैट्रिक्स को मात्रा PH द्वारा निरूपित करते हैं मैं इसे इस रूप में लिख सकती हूं PH गुना वेक्टर 1 bar 2 1 bar 2 का मानक वर्ग और इस PH की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस PH को हमने अभी अभी परिभाषित किया है आइए हम इस क्षण बस देखते हैं PH बस H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H है इसलिए मेरे पास है इसलिए मैं 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' खोजना चाहती हूँ कितना अच्छा है यह इक्वलाइज़र यह इक्वलाइज़र इस वेक्टर 1 बार 2 को अनुमानित करने में कितने अच्छे से सक्षम है जो मूल रूप से H ट्रांसपोज़ c bar 1 bar 2 मानक वर्ग और मैंने c बार के लिए अभिव्यक्ति लिखी है ठीक है और मैंने PH द्वारा निरूपित भी किया है यह मैट्रिक्स जो H ट्रांसपोज़ गुना H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H है ठीक है यह मैट्रिक्स हमारे पास निरूपित है हम PH द्वारा निरूपित कर रहे हैं इसलिए अब यह मानदंड के बराबर है अब मैं इसे PH - आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना वेक्टर 1 bar 2 के पूरे वर्ग के रूप में लिख सकती हूं ठीक है और अब हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर v bar या u bar के लिए मानक u bar स्क्वेयर जो कि u bar ट्रांसपोज़ u bar के बराबर है ठीक है हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर u bar मानक u bar स्क्वेयर जो एक वेक्टर स्क्वेयर का मानदंड है वह वेक्टर ट्रांसपोज़ गुना वहीं वेक्टर ही होता है और अब मैं इस गुण का उपयोग यहां करने जा रही हूं बस इसे थोड़ा सरल करें अर्थात् इस वेक्टर का वर्ग का मानक मूल रूप से वेक्टर ट्रांसपोज़ गुना वहीं वेक्टर ही है जो मूल रूप से 1 bar 2 के बराबर है अब हम यहां एक और गुण का उपयोग कर सकते हैं अर्थात् अगर मेरे पास दो मेट्रिसेस A B हैं तो उनकी गुणा AB का ट्रांसपोज़ मूल रूप से A ट्रांसपोज़ B ट्रांसपोज़ है तो मैं इस गुण का उपयोग यहां कर सकती हूं इस प्रकार इसे सरल बनाने के लिए यह मूल रूप से 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना PH - I ट्रांसपोज़ गुना PH - I गुना 1 bar 2 होगा I और इसलिए हमने इसे सरल बनाया है यह आपके PH गुना 1 bar 2 1 bar 2 के पूरे वर्ग के मानक के अलावा कुछ भी नहीं है जो मूल रूप से आपके 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' के अलावा कुछ नहीं है इसे हम 'अप्रोक्सिमेशन' 'approximation' कह रहे हैं इसे हम 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' कह रहे हैं या इसलिए हम इस को प्राप्त करने में सक्षम हैं हम इस 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' अभिव्यक्ति को प्राप्त करने में सक्षम हैं जो मूल रूप से 1 bar 2 ट्रांसपोज़ PH - I ट्रांसपोज़ गुना PH - I गुना 1 bar 2 है जहां यह मैट्रिक्स PH बस फिर से स्पष्ट करने के लिए याद रखते हैं हमने इस मैट्रिक्स को परिभाषित किया है जो आपका H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H है यह मूल रूप से इस मैट्रिक्स PH की परिभाषा है ठीक है तो अब हम क्या करना चाहते हैं हम इस अभिव्यक्ति को सरल बनाना चाहते हैं जैसा कि हमने 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' की अभिव्यक्ति की है लेकिन इससे पहले आइए हम इस मैट्रिक्स PH के गुणों का पता लगाएं ठीक है ऐसा करने से पहले आइए हम इस मैट्रिक्स PH के गुणों का पता लगाएं और मैट्रिक्स PH आप कई दिलचस्प गुणों के रूप में देख सकते हैं एक यदि आप PH को देखते हैं तो PH H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H है अब यदि PH ट्रांसपोज़ को देखें तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H ट्रांसपोज़ है अब पहले के समान हमारे पास परिणाम है अगर मेरे पास तीन मेट्रिसेस A B C और उनकी गुना ABC का ट्रांसपोज़ है जो कि C ट्रांसपोज़ B ट्रांसपोज़ A ट्रांसपोज़ के बराबर है इसलिए मैं इस मैट्रिक्स को H ट्रांसपोज़ गुना H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स ट्रांसपोज़ H ट्रांसपोज़ लिख सकती हूं मूल रूप से हम जो कह रहे हैं वह मेरा मैट्रिक्स A है यह मेरा मैट्रिक्स B है और यह मेरा मैट्रिक्स C है इसलिए मैं मूल रूप से C ट्रांसपोज़ B ट्रांसपोज़ A ट्रांसपोज़ लिख रही हूं अब यह H ट्रांसपोज़ के बराबर है अब ट्रांसपोज़ का इन्वर्स मूल रूप से इन्वर्स का ट्रांसपोज़ है इसलिए मूल रूप से मैं इसे H H ट्रांसपोज़ के रूप में लिखने जा रही हूँ मैं ट्रांसपोज़ को अंदर लाने वाली हूँ और इन्वर्स बाहर और H ट्रांसपोज़ ट्रांसपोज़ H है यह मूल रूप से प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज़ इन्वर्स बराबर A इन्वर्स ट्रांसपोज़ से ली गई है हाँ जी और अब मैं इसे H के रूप में लिखने जा रही हूँ फिर से यहाँ देखिए कि मेरे पास AB ट्रांसपोज़ है जो कि B ट्रांसपोज़ A ट्रांसपोज़ है जो कि H ट्रांसपोज़ ट्रांसपोज़ गुना H ट्रांसपोज़ गुना मैट्रिक्स H इन्वर्स गुना H ट्रांसपोज़ है और अब मैं यह लिख सकती हूं कि H ट्रांसपोज़ गुना H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना मैट्रिक्स H ठीक है इसलिए मूल रूप से अब जो मैंने दिखाया है वह यह है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स H का ट्रांसपोज़ लेती हूं तो मुझे फिर से वही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है जो वास्तव में PH है यानी PH ट्रांसपोज़ PH के बराबर है तो हमारे पास यह दिलचस्प गुण है कि अगर मैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज़ को देखती हूं जैसा कि यह PH ट्रांसपोज़ स्वयं PH के ही बराबर होता है हाँ जी I तो PH इसलिए PH मैट्रिक्स है जिसमें ट्रांसपोज़ सिमिट्री के गुण है PH ट्रांसपोज़ PH के बराबर है वास्तव में हम एक और दिलचस्प गुण को देखते हैं एक और दिलचस्प गुण जिसे आप देख सकते हैं वह चीज निम्न प्रकार है स्मरण करें कि PH H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H है अब इस मात्रा PH वर्ग को देखते हैं PH वर्ग PH गुना PH के बराबर होता है जो कि बराबर होता है H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H गुना H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H के I अब यदि आप इस मात्रा को देखते हैं तो H H ट्रांसपोज़ और H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H H ट्रांसपोज़ आइडेंटिटी के बराबर है इसलिए मूल रूप से अब आपके पास यह H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H है और अब यदि आप इस मात्रा को एक बार फिर से देखते हैं तो यह मात्रा PH के अलावा और कुछ नहीं है तो हमारे पास PH वर्ग है जो कि मूल रूप से PH गुना PH ही है PH गुना मैट्रिक्स PH गुना PH भी PH के बराबर है और यह इस PH का एक दिलचस्प गुण है है ना तो PH के दो दिलचस्प गुण हैं एक है ट्रांसपोज़ सिमेट्रिक और जो कि PH ट्रांसपोज़ PH के बराबर है और दूसरी दिलचस्प प्रॉपर्टी है कि PH स्क्वेयर या PH गुना PH एक बार फिर से समान मैट्रिक्स PH है और इस मैट्रिक्स PH को प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है यह H ट्रांसपोज़ का एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है तो PH दो दिलचस्प गुणों को संतुष्ट करता है यह मैट्रिक्स PH H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H यह मूल रूप से जो गुण हैं इस मैट्रिक्स के गुण हैं PH के गुणों में से एक गुण है यह ट्रांसपोज़ सिमेट्रिक है PH ट्रांसपोज़ PH के बराबर है और दूसरा PH स्क्वेयर जो PH गुना PH PH के बराबर है और इस मैट्रिक्स PH को H के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है इसे H ट्रांसपोज़ के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है तो यह मैट्रिक्स PH कुछ दिलचस्प गुणों को संतुष्ट करता है यह H ट्रांसपोज़ के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है ठीक है इसलिए मूल रूप से हम इस मॉड्यूल में जो कर रहे हैं हम इस इक्वलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं जो कि लीस्ट स्क्वेयर्स इक्वलाइज़र है जो कि c bar है जिसे हमने अनुमानित किया है जिसके लिए हमने पहले अभिव्यक्ति निकाली है जो कि c bar है जो H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H गुना वेक्टर 1 bar 2 है अब हम जो कर रहे हैं हम इस इक्वलाइज़र के 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' को खोजने की कोशिश कर रहे हैं अर्थात् त्रुटि क्या है यह इक्वलाइज़र H ट्रांसपोज़ c bar कितना निकट है वेक्टर 1 bar 2 से I हम इस त्रुटि के मानक वर्ग को खोज रहे हैं और हम इस 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' के मानक वर्ग के लिए अभिव्यक्ति को सरल कर रहे हैं और हमारे पास क्या है हम कहां आए हैं अब तक हमने इस दिलचस्प मैट्रिक्स PH को शामिल करते हुए इसकी एक अभिव्यक्ति विकसित की है जो H ट्रांसपोज़ गुना H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H है हमने कहा है कि यह H ट्रांसपोज़ का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है हमने इसके दो दिलचस्प गुण दिखाए हैं एक वह है PH ट्रांसपोज़ जो PH के बराबर है I दूसरा PH स्क्वेयर जो PH गुना PH PH के बराबर है हम बाद के मॉड्यूल में इन दो गुणों का उपयोग करेंगे और हम 'अप्रोक्सिमेशन ऐरर' 'approximation error' के लिए अभिव्यक्ति को सरल बनाएंगे ठीक है इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहाँ बंद कर देंगे हम बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं के साथ जारी रखेंगे धन्यवाद